पिछले व्याख्यान में हम पहले ही सेंसर नेटवर्क की कुछ बुनियादी अवधारणाओं से गुजर चुके हैं हमने देखा है कि नेटवर्क में अलग अलग नोड्स को अंतर्संबंद्ध करके हमारे पास संवेदन का एक विस्तारित क्षेत्र हो सकता है और इस तरह हम नेटवर्क में इस भौतिक रूप से तैनात नोड्स के आसपास होने वाली वास्तविक समय दूरी की निगरानी का भी अनुकरण कर सकते हैं हमने यह भी देखा है कि विभिन्न प्रकार के सेंसर नेटवर्क हैं स्थिर सेंसर नेटवर्क मोबाइल सेंसर नेटवर्क और मोबाइल सेंसर नेटवर्क फिर से विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं एक हवाई मोबाइल सेंसर नेटवर्क है इसका मतलब है मोबाइल नेटवर्क जो आपको जानते हैं सेंसर नेटवर्क जो अंतरिक्ष में चलते हैं हमारे पास स्थलीय सेंसर नेटवर्क हैं इसलिए जहां वे पृथ्वी की सतह पर चलते हैं और हमारे पास जलमग्न सेंसर नेटवर्क हो सकता है जहां मूल रूप से पानी के नीचे के क्षेत्र में चलते हैं इसलिए सेंसर नेटवर्क जो भी हो चाहे वह जलमग्न स्थलीय हो या हवाई इन नोड्स में उन्हें मूल रूप से एक दूसरे के साथ सहयोग करना होगा कार्य करने के लिए नेटवर्क के लिए यदि नोड्स सहयोग नहीं करते हैं तो वे कार्य करने में सक्षम नहीं होंगे तो सहयोग को कैसे बढ़ावा दिया जाए तो इससे पहले हमें नेटवर्क में विभिन्न नोड्स के व्यवहार को समझने की आवश्यकता है इसलिए जब हम सेंसर नेटवर्क के बारे में बात करते हैं हमारे पास हमारे पास नोड्स होते हैं जो व्यवहार करने वाले होते हैं जैसा वे व्यवहार करने वाले हैं हमारे पास नोड्स हो सकते हैं जो दुर्व्यवहार करेंगे तो हमारे पास सामान्य नोड्स हो सकते हैं जो हम दुर्व्यवहार करने वाले नोड्स हो सकते हैं इसलिए सामान्य नोड्स के बारे में हमें उनके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है आप आवश्यकता के अनुसार जानते हैं कि जिस तरह से वे कार्य करने वाले हैं उसी तरह से फ़ंक्शन करें दुर्व्यवहार नोड्स यह दुर्व्यवहार 2 प्रकार के हो सकते हैं एक यह है कि वे अनजाने में दुर्व्यवहार करते हैं और दूसरा वह है जहां वे जानबूझकर गलत व्यवहार करते हैं आप जानते हैं जानबूझकर वे गलत व्यवहार करते हैं और अनजाने में वे ऐसा नहीं करना चाहते हैं लेकिन आप जानते हैं अनजाने में वे अंत में दुर्व्यवहार कर रहे हैं तो जानबूझकर श्रेणी में हमारे पास 2 प्रकार हैं एक दुर्भावनापूर्ण नोड है और दूसरा स्वार्थी नोड है और अनजाने श्रेणी में हमारे पास विफल नोड्स और बुरी तरह से विफल नोड्स हैं तो ये मूल रूप से एक सेंसर नेटवर्क में नोड्स के व्यवहार का वर्गीकरण बनाते हैं इसलिए आगे बढ़ते हुए हमारे पास सामान्य नोड्स हैं जो एक आदर्श पर्यावरण की स्थिति में पूरी तरह से काम करते हैं विफल नोड्स जो कार्य करने में असमर्थ हैं जो कि शायद बिजली की विफलता के कारण प्रदर्शन करने वाले हैं या शायद कुछ हार्डवेयर विफलता या उस प्रकार का कुछ है बुरी तरह से विफल नोड्स विफल नोड्स की तरह हैं लेकिन इसके अलावा उन्होंने कुछ गलत रूटिंग संदेश भेजे जो मूल रूप से अखंडता को नुकसान पहुंचाते हैं या आप जानते हैं जो नेटवर्क की समग्र अखंडता के लिए खतरा बन जाता है स्वार्थी नोड मूल रूप से वे हैं जो सहयोग करने के लिए तैयार नहीं हैं वे सहयोग नहीं करना चाहते हैं इसलिए यह जानबूझकर दुर्व्यवहार है क्योंकि वे सहयोग नहीं करना चाहते हैं क्योंकि इसमें कुछ व्यक्तिगत लागत शामिल है और पैकेट छोड़ना सहयोग करने के लिए तैयार नहीं होने के परिणामों में से एक है इसलिए यदि एक नोड जो एक स्वार्थी कार्य कर रहा है इसे आगे बढ़ाने के बजाय एक पैकेट प्राप्त करता है जो इसे उस विशेष नेटवर्क के सफल संचालन के लिए करना है वह पैकेट को छोड़ने वाला है और यह वांछनीय नहीं है और फिर हमारे पास दुर्भावनापूर्ण नोड्स हैं जो मूल रूप से आपको पता हैं जो हानिकारक नोड्स की तरह हैं जो नेटवर्क के लिए खतरा हैं जो राउटिंग प्रोटोकॉल या अन्य प्रोटोकॉल के सफल संचालन को जानबूझकर बाधित करना चाहते हैं और इस तरह वे उन सेवाओं को वितरित नहीं करना चाहते हैं जिन्हें वे देने वाले हैं एक अन्य प्रकार का मुक् लोड जो हाल ही में कुछ साल पहले ही विकसित या पहचाना नहीं गया था लेकिन स्वान प्रयोगशाला में हमारे द्वारा पहचाना गया वह मुक् व्यवहार है और हम वही हैं जिन्होंने मूल रूप से इस तरह के दुर्व्यवहार नोड के अस्तित्व का पता लगाया था यह एक अनजाने में हुआ दुर्व्यवहार है तो इस तरह के दुर्व्यवहार अनजाने में हुए दुर्व्यवहार में क्या होता है इस तरह के दुर्व्यवहार अचानक नजर आते हैं जब भी आसपास की स्थिति में कुछ बदलाव होता है हो सकता है कि भारी वर्षा हो हो सकता है कि भारी बर्फबारी हो हो सकता है कि भारी कोहरा हो और उन परिस्थितियों में स्वाभाविक रूप से जैसा कि हम जानते हैं कि आप जानते हैं कि सिग्नल की समस्याएँ होने वाली हैं तो एक नोड एक सेंसर नोड महसूस होने वाला है लेकिन फिर इसे आगे भेजने में सक्षम नहीं है इन सभी मौसम की स्थिति या पर्यावरण की स्थिति के कारण यह संवाद करने में सक्षम नहीं है इसलिए यही कारण है कि ट्रांसीवर इकाई बिल्कुल भी संवाद करने में सक्षम नहीं है या भले ही सिग्नल की शक्ति में भारी गिरावट हो तो क्या होता है कि इस सुविधा में कोई नोड नहीं है इसलिए क्योंकि इस सुविधा में कोई नोड नहीं है अनिवार्य रूप से यह प्रभाव है कि यह संवाद करने में सक्षम नहीं है यह देरी करने में सक्षम नहीं है यह संवेदित जानकारी को दूसरे नोड पर भेजने में सक्षम नहीं है क्योंकि ऐसा कोई नोड नहीं है सीमा सिकुड़ गई है इन सभी मौसम स्थितियों के कारण सीमा घट गई है और हमने मुक् शब्द गढ़ा है क्योंकि ये नोड्स मूल रूप से आपके जैसे व्यवहार करते हैं आप में से कुछ लोगों को गूंगा व्यक्तियों के व्यवहार के बारे में पता है जो सुन सकते हैं लेकिन जो बात नहीं कर सकते हैं इस तरह के अलग अलग प्रकार के विकलांग व्यक्तियों की विकलांगता जिसके कारण वे नहीं कर पा रहे हैं वे सुन सकते हैं वे सब कुछ देख सकते हैं लेकिन वे बाहर बोलने में सक्षम नहीं हैं और इस तरह के नकल उतारने वाले व्यवहार के कारण सेंसर नोड को हम समाप्त करते हैं ये इस व्यवहार को मुक् व्यवहार के रूप में नोड करते हैं अब यह मुक् व्यवहार क्षणिक है यह अस्थायी है अस्थायी का मतलब है कि यह केवल उस अवधि तक रहेगा जब मौसम की स्थिति खराब है अब जब मौसम की स्थिति में सुधार होता है तो फिर से आपके द्वारा नियमित रूप से किया जाने वाला संचार चालू हो जाता है इसलिए अन्य प्रकार के दुर्व्यवहार के विपरीत इस प्रकार का व्यवहार केवल प्रकृति में अस्थायी है और यही कारण है कि यह एक मुक् व्यवहार के रूप में जाना जाता है केवल अन्य प्रकार के दुर्व्यवहारों के विपरीत मुक् व्यवहार जानबूझकर दुर्व्यवहार करते हैं ये प्रकृति में बहुत अस्थायी हैं और आप जानते हैं वे अनजाने में होते हैं इसलिए यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है अब इस तरह के दुर्व्यवहार का पता लगाने के लिए क्या आवश्यक है और फिर आप जानते हैं इस पुनर्स्थापना को संबंध प्रदान करें इसलिए अगर इस तरह का देखा जाए तो जब भी सेंसर नेटवर्क में इस तरह का व्यवहार होता है तब क्या होता है इस तरह का व्यवहार आमतौर पर अन्य प्रकार के नेटवर्क में नहीं होगा क्योंकि सेंसर नेटवर्क आमतौर पर आसपास की परिस्थितियों में हर्ट्ज में तैनात होते हैं ऐसे वातावरण में जहां आप जानते हैं कि ये सभी भौतिक चीजें काफी तेजी से और बहुत तेजी से बदलती हैं इसलिए चूंकि नेटवर्क इस प्रकार के वातावरण में तैनाती के लिए विशिष्ट हैं तो नेटवर्क में होने वाले इस तरह के दुर्व्यवहार का पता लगाने के लिए क्या आवश्यक है क्योंकि आखिरकार क्या होता है यह नोड है जो संचार करने में सक्षम नहीं है यह नेटवर्क में अन्य नोड्स से पूरी तरह से अलग हो जाता है तो फिर यह कैसे होगा कि अन्य नोड्स में कैसे पता चलेगा कि यह अलग हो गया है तो किसी तरह पता लगाया जाना चाहिए इसलिए हमने इस विशेष मुद्दे पर काम किया कि कैसे इस प्रकार का पता लगाने के लिए अस्थायी रूप से मुक् नोड्स को अलग कर दिया जाए और फिर मुक् व्यवहार की उपस्थिति में भी किसी प्रकार की अनुयोजकता कैसे स्थापित की जाए इसलिए जब तक कि मौसम की स्थिति में सुधार नहीं हो जाता तब तक सामान्य नेटवर्क कार्य चलता रहता है तो SWAN समूह में 2 प्रोटोकॉल कॉर्ड और कोरड हमारे द्वारा प्रस्तावित किए गए थे और ये प्रोटोकॉल आगे के लिए उपलब्ध हैं यह आगे पढ़ने के लिए इंटरनेट में उपलब्ध है इसलिए यदि आप कॉर्ड और कोरड के साथ कुछ अन्य उपयुक्त कीवर्ड के साथ खोज करते हैं तो आप इन पत्रों तक पहुंच प्राप्त कर पाएंगे इसलिए इन्हें बहुत प्रतिष्ठित स्थानों में प्रकाशित किया गया है जैसे एल्सव्हेयर के ACM जर्नल ट्रांजैक्शन ऑफ सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर और इसी तरह अगला वेलनेस सेंसर नेटवर्क में अवगत टोपोलॉजी प्रबंधन मैं यह भी चाहता हूं कि आप इस काम की थोड़ी सी झलक या स्वाद दें यह स्वान प्रयोगशाला में भी हमारे द्वारा किया गया है इसलिए यहां मूल रूप से आप जानते हैं कि हम टोपोलॉजी प्रबंधन के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए इसलिए टोपोलॉजी प्रबंधन मुख्य रूप से चिंतित है कि न केवल कैसे स्थापित किया जाए बल्कि समय के साथ टोपोलॉजी का प्रबंधन कैसे किया जाए टोपोलॉजी कैसे रखें नेटवर्क कैसे रखें नेटवर्क में नोड्स समय के साथ जुड़े इसलिए वे ऐसा नहीं कर सकते हैं कि वे लगातार घटना स्थल और घटना की अवधि के संबंध में घटना के राज्य के परिवर्तनों के लिए उतारना और अनुकूलन के लिए डेटा को उनके माध्यम से महसूस और प्रसारित कर सकें तो यह वही है जो इस विशेष कार्य के बारे में बात करता है इसलिए मैं नहीं जा रहा हूं मैं आपको केवल इन कार्यों के बारे में थोड़ा सा विचार देने जा रहा हूं लेकिन मैं उनमें से प्रत्येक के बारे में विस्तार से नहीं जा रहा हूं आपके द्वारा पहले से उपयोग किए गए संबंधित संदर्भ दिए गए हैं यदि आप रुचि रखते हैं तो आपको पता है कि आप इस पत्र को देख सकते हैं मेरे छात्र शंकर नययन दास के साथ एक अन्य शोधपत्र भी है यह जानकारी वायरलेस सेंसर नेटवर्क के सिद्धांत संबंधी स्व प्रबंधन की है यह एक अच्छा काम है क्योंकि आप जानते हैं सेंसर नेटवर्क में समस्याओं में से एक समय समय पर नोड महसूस करता है कि यह क्या चल रहा है आमतौर पर यह पाया जाता है कि समय के संबंध में ऐसा हो सकता है कि इस अलग अलग संवेदी पैकेटों की जानकारी सामग्री में वे ज्यादा बदलाव न करें तो आप उन पैकेटों को संचार करके नेटवर्क को अनावश्यक रूप से अधिभारित क्यों करना चाहते हैं जहां जानकारी बहुत नहीं बदली है इसलिए स्रोत में जो आवश्यक है यह पता लगाएं कि वर्तमान में कितना संवेदी पैकेट है और पहले से महसूस किए गए व्यक्ति सहसंबद्ध हैं और फिर इस उपाय के माध्यम से जहां हम उन्नत सूचना सिद्धांत अवधारणाओं का उपयोग कर रहे हैं हम पहचान रहे हैं कि इन संवेदी पैकेटों के बीच सहसंबंध कितना है और फिर यह तय करने के लिए कि पैकेट किसको भेजना है अगर वे पर्याप्त असंबंधित हैं तो उन्हें संवेदी पैकेट भेजा गया अन्यथा आप इसे छोड़ दें आप आगे कुछ न करें या इसे बाद में भेजने के लिए कतार में लगाएं या कुछ और करें यह एक संभावना है अन्य संभावना यह है कि एक सेंसर नेटवर्क में आमतौर पर नोड्स घने रूप से तैनात होते हैं अब ऐसा हो सकता है कि 2 या अधिक विभिन्न नोड्स में उनके पास संवेदी डेटा हो उनके पास संवेदी डेटा हो जो पर्याप्त रूप से सहसंबद्ध हो फिर मुद्दा यह है कि उन सभी 2 या 3 अलग अलग नोड्स यदि उन सभी में समान जानकारी सामग्री है तो आप सभी उन 3 पैकेटों को निकालने के लिए आगे क्यों भेजना चाहते हैं क्योंकि ऐसा करने से इस अत्यधिक बाधा वाले नेटवर्क पर अनावश्यक रूप से अधिक भार पड़ेगा इसलिए हमने फिर से सूचना सिद्धांत से मूल रूप से इस विशेष मुद्दे को संबोधित करने के लिए उपकरणों का उपयोग किया है तो ये विचार सेंसर नेटवर्क के लिए बहुत ही मौलिक हैं और हमने उनको संबोधित किया है और मैं आपको इन सभी विभिन्न समस्याओं के लिए एक अनावरण देने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप जान सकें कि यदि आपको IoT कार्यान्वयन के लिए सेंसर नेटवर्क का उपयोग करना है तो क्या मुद्दे हैं इसके लिए उस पर ध्यान देना होगा यह कुछ IoT डिवाइसेस कुछ सेंसर्स कुछ अलग अन्य उपकरण को खरीदने और उन सभी को एक साथ रखने जैसा नहीं है हमारे पास IoT नेटवर्क होगा यह एक आम ग़लतफ़हमी है IoT का क्रियान्वयन तैनाती भारी अनुसंधान गहन है यह एक तदर्थ तरीके से नहीं किया जा सकता है आपको इसे ठीक से योजना बनाना होगा और आपको प्रोटोकॉल को बनाना होगा एल्गोरिदम को बनाना होगा विभिन्न जटिलताओं का पता लगा सकते हैं जो होने जा रहा है और तदनुसार कार्य करें आगे जाने के लिए हमारे पास है इसलिए मैं इसे छोड़ दूंगा यह आपके लिए है यह पिछले सूचना सिद्धांत के दृष्टिकोण का हिस्सा है जिसका मैं उल्लेख करता हूं और अलग अलग पैकेटों के बीच परस्पर संबंध को अस्थायी रूप से बताता हूं इसलिए मैं इसके बारे में विस्तार से नहीं जा रहा हूं लेकिन यह आपके लिए इस विशेष स्लाइड से गुजरने के लिए उपलब्ध है एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है सामाजिक संवेदना ट्विटर फेसबुक वगैरह जैसे सामाजिक नेटवर्क ये काफी लोकप्रिय हैं एक ही समय में सेंसर नेटवर्क भी काफी लोकप्रिय हैं लेकिन सेंसर नेटवर्क ड्यूटी साइकलिंग बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इनमें से कम शक्ति वाले नोड्स हैं तो कम शक्ति वाले नोड्स को ज्यादातर निष्क्रिय या स्लीप मोड में रखना पड़ता है और उन्हें समय समय पर जगाना पड़ता है अब जब आप जागते हैं तो क्या आप समय के एक निश्चित अंतराल के बाद उन्हें जगाते हैं या फिर उन्हें जगाने का एक बेहतर तरीका है इसलिए हमने मूल रूप से इस मुद्दे का अध्ययन किया है और हमने देखा है कि अगर सोशल सेंसर नेटवर्क को सेंसर नेटवर्क तक झुका दिया जाता है तो इंटरनेट पर सामाजिक नेटवर्क को खेद है तो हम शोषण कर सकते हैं हम पहचान करने के लिए इन सामाजिक नेटवर्क में सूचना प्रवाह का फायदा उठा सकते हैं जब भी संवेदन अंतराल को बढ़ाया या घटाया जा सकता है हो सकता है कि कुछ के आधार पर आप ट्विटर डेटा को पता लगाना जानते हों राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर है तो जो सेंसर नेटवर्क तट में तैनात हैं या हवाई रक्षा वगैरह के लिए उनके उपयोगिता अनुपात को तदनुसार बढ़ाया जा सकता है तो और अधिक सतर्कता में रखा जा सकता है लेकिन दुर्लभ घटनाओं के लिए आपको कर्तव्य में सुधार करने की आवश्यकता नहीं है जो आप जानते हैं कि उपयोगिता अनुपात को इतनी बार बढ़ाएं आप उन्हें कम उपयोगिता अनुपात वाले वातावरण में रख सकते हैं इसलिए यह तीसरा काम है जो मूल रूप से बात करता है और इस साहित्य का स्रोत भी यहां दिया गया है तो आप कर सकते हैं यदि आप रुचि रखते हैं आप इस विशेष के माध्यम से जा सकते हैं लेकिन यह समझने के लिए कि सेंसर नेटवर्क के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए सामाजिक नेटवर्क और सेंसर नेटवर्क को एक साथ कैसे एकीकृत किया जा सकता है सामाजिक संवेदी के साथ विभिन्न चुनौतियां हैं दुर्लभ घटनाओं और नियमित घटनाओं को समझना घटना या घटना की संभावना के साथ कर्तव्य चक्र को अपनाना और हमने जो किया है वह संभावित रूप से हम निर्धारित करते हैं कि कर्तव्य चक्र कैसे प्रबंधित किया जा रहा है इसलिए हम दुर्लभ घटनाओं की घटना की संभावना की पहचान करने के लिए सोशल मीडिया से जानकारी एकत्र करते हैं और कुछ सीखने मशीन लर्निंग के दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए सेंसर नोड के कर्तव्य चक्र को समायोजित करते हैं फिर से इस विशेष आकृति में हम देखते हैं कि हम कहते हैं कि यह एक सैन्य सेंसर नेटवर्क है इस कर्तव्य चक्र को समय के साथ कैसे बदला जा सकता है यह उस डेटा पर आधारित है जो वेब से सोशल मीडिया से प्राप्त होता है सेंसर नेटवर्क का उपयोग कृषि क्षेत्र के अनुप्रयोगों खनन और स्वास्थ्य देखभाल इत्यादि के अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए किया जा सकता है यहाँ खानों के लिए सेंसर नेटवर्क का एक अनुप्रयोग है हमारे देश में कोयला खनन बहुत महत्वपूर्ण है और कोयला खनन के तरीकों में से एक मूल रूप से बोर्ड और स्तंभ कोयला खनन है बोर्डबोर्ड कोयला और स्तंभ कोयला खनन तो बोर्ड और पिलर कोयला खनन में क्या होता है इन स्तंभों में कुछ स्तंभ हैं जो कि मूल रूप से संरचना है तरीका है खनन किया जाता है कोयले के खनन किया जाता है अब आधुनिक स्तंभ कोयला खनन में जो हम कह रहे हैं वह अलग अलग सेंसर लगाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जब भी आग लगने की संभावना होगी तो यह स्वचालित रूप से पता लग जाएगा और यह संबंधित व्यक्तियों को सचेत कर देगा और यदि वास्तव में आग होता है तब आप एक्ट्यूएटर्स के माध्यम से पाइप में पानी के गुदा को छोड़ने के बारे में जानते हैं तो यह विशेष पत्र जिसका स्रोत यहां दिया गया है मूल रूप से यह कैसे करना है इसके बारे में बात करता है तो ये विभिन्न स्तंभ हैं स्तंभ और ये बोर्ड और गैलरी हैं ये अलग अलग बॉर्डर्स और गैलरी हैं और यह है कि सेंसर कैसे बदलने जा रहे हैं तापमान सेंसर गैस सेंसर और इसी तरह इन सभी को रखा जाएगा और जहां एक्ट्यूएटर्स बदलने जा रहे हैं ये सभी इस विशेष रूप से यहां दिखाए गए हैं अब अन्य कार्य स्वास्थ्य सेवा है अन्य अनुप्रयोग क्षेत्र स्वास्थ्य सेवा है स्वास्थ्य सेवा में जो कुछ होता है वह मनुष्य को विभिन्न शारीरिक निगरानी सेंसर के साथ लगाया जाता है सेंसर जो शरीर के तापमान रक्तचाप के संबंध में शारीरिक स्थितियों की निगरानी करेंगे आप रक्त में ऑक्सीजन संतृप्ति को जानते हैं आप कार्डियो कार्डियक कार्यक्षमता एक कामकाज इत्यादि जानते हैं इसलिए जब ये सेंसर मानव शरीर पर सभी को एक साथ रखा जाता है तो वे सभी उस विशेष रोगी की शारीरिक कार्यप्रणाली के बारे में समझ सकते हैं और आपको पता चलता है कि मानव शरीर पर एक स्थानीय इकाई को संवेदित डेटा भेजते हैं आमतौर पर मोबाइल फोन जैसे उपकरण जिसे तकनीकी रूप से LPU लोकल प्रोसेसिंग यूनिट के रूप में जाना जाता है तो यह एलपीयू समन्वयक बन जाता है इसलिए इन सभी सेंसर को हम इस विशेष संयोजक को सेंसर्ड जानकारी भेजेंगे और यह बन जाता है यह इकाई क्योंकि w ban या वायरलेस बॉडी एरिया नेटवर्क के रूप में जाना जाता है और यहां से डेटा को आपको इंटरनेट पर डॉक्टरों के लिए सर्वर से मरीज की स्थिति को समझने के लिए भेजा जाता है एक बहुत ही महत्वपूर्ण और एक आकर्षक अवधारणा क्लाउड असिस्टेड सेंसर नेटवर्क की अवधारणा है विशेष रूप से इस विशेष पत्र में हमने आपदा के बाद स्वास्थ्य सेवा के लिए क्लाउड असिस्टेड वायरलेस बॉडी एरिया नेटवर्क आर्किटेक्चर में सामाजिक पसंद के विचारों के बारे में बात की है इसलिए नेटवर्क में अलग अलग नोड्स में निष्पक्षता प्रदान करने के लिए अर्थशास्त्र के सामाजिक विकल्प सिद्धांत की अवधारणा का उपयोग क्लाउड सहायक w ban परिदृश्य में किया गया है W ban एक सेंसर नेटवर्क है जो एक शारीरिक निगरानी सेंसर नेटवर्क है और w ban क्लाउड में यह सभी डेटा क्लाउड एंड पर जाने वाला है शारीरिक डेटा क्लाउड एंड पर जाने वाले हैं अब सवाल यह है कि हम नेटवर्क में विभिन्न नोड्स के बीच निष्पक्षता कैसे सुनिश्चित करेंगे इसके लिए हमने इसमें सुधार के लिए सामाजिक पसंद के सिद्धांत का उपयोग किया है एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य जो स्वान प्रयोगशाला में फिर से किया गया वह कार्य है जो यहाँ पर किया जाता है वायरलेस बॉडी एरिया पर आधारित स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के लिए प्राथमिकता वाले पेलोड ट्यूनिंग तंत्र यह 2014 में IEEE ग्लोब कॉम में प्रकाशित हुआ था इसलिए यहां मूल रूप से हम फजी लॉजिक का उपयोग कर रहे हैं ताकि w ban में पेलोड के ट्यूनिंग को बेहतर बनाया जा सके तो आप जिन स्थितियों को स्वास्थ्य सेवा की स्थिति के अलावा जानते हैं उनमें विभिन्न अन्य बाहरी पैरामीटर मौजूद हैं जैसे कि उम्र की ऊँचाई वजन रोगी का लिंग आदि तो इन सभी को भी ध्यान में रखना होगा इसलिए आप जानते हैं कि आप वे हो सकते हैं जिन्हें आप जानते हैं जिन्हें क्रिस्प सेट सिद्धांत का उपयोग करने के बजाय फ़ज़ी लॉजिक फ़ज़ी थ्योरी फ़ज़ी सेट थ्योरी की मदद से बेहतर ढंग से तैयार किया जा सकता है और इसलिए हमने जो कुछ किया है वह फजी आधारित अवधारणाओं का उपयोग कर रहा है हम जानते हैं कि आपने इन सभी चीजों को ध्यान में रखा है और उस विशेष नेटवर्क के पेलोड ट्यूनिंग को बेहतर बनाने की कोशिश की है एक और महत्वपूर्ण बात जो हमें तब ध्यान में रखनी चाहिए जब हम हेल्थकेयर सेंसर नेटवर्क के बारे में बात कर रहे हैं विशेष रूप से आपात स्थितियों के दौरान जो होता है उसे देखते हैं जो हमें एक आपदा के बाद एक आपदा के बाद के माहौल में देखते हैं इसलिए यदि बहुत सारे लोग हताहत होते हैं तो क्या होता है तो कई पीड़ितों इत्यादि तो और एक ही समय में हमारे पास बहुत सीमित चिकित्सा संसाधन हैं डॉक्टर नर्स पैरामेडिक्स और इसी तरह हमारे पास बहुत सीमाएं है इसलिए हम सभी को इस बात का ध्यान रखना होगा कि यदि हम सेंसर नेटवर्क का उपयोग कर रहे हैं आप जानते हैं कि मानव शरीर पर अलग अलग संवेदकों को तैनात करना आप मरीजों के पीड़ितों के बारे में जानते हैं और इसी तरह आगे भी फिर क्या करना है कुछ रोगियों को कुछ अन्य रोगियों की तुलना में तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता होती है इसलिए अंतर करना है अन्यथा क्या हो सकता है कुछ रोगी है जो शायद गिरने या मरने के बिंदु पर है उसे मदद नहीं मिलती है जबकि किसी और व्यक्ति को जो इतना गंभीर नहीं है उसे अधिक ध्यान दिया जाता है इसलिए यह निष्पक्षता होनी चाहिए उस प्राथमिकता को दिया जाना चाहिए और यह विशेष पेपर जो कि जर्नल ऑफ़ बाओमेडिकल एंड हेल्थ इन्फार्मेटिक्स के IEEE JB JBHI IEEE जर्नल में प्रकाशित किया गया था मूल रूप से इसके बारे में बात करता है इसलिए हमारे पास इस विशेष व्याख्यान में विभिन्न प्रकार के अनुसंधान कार्यों और सेंसर नेटवर्क के अनुप्रयोगों के माध्यम से चला गया है हमने देखा है कि सेंसर नेटवर्क का उपयोग इंटरनेट ऑफ थिंग्स के व्यापक संदर्भ के लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सेंसर नेटवर्क की तैनाती कैसे किया जा सकता है यह हम इस विशेष व्याख्यान में गए हैं हमने देखा है कि बहुत सारे अनुप्रयोग हैं और हमने यह भी देखा है कि बहुत सारे शोध मुद्दे हैं कुछ शोध के मुद्दे और उनके झलक हैं जो आप इस विशेष व्याख्यान में विवरण किए गए हैं